तो इंजीनियरिंग मैथमैटिक्स II के व्याख्यान में आपका स्वागत है है और यह इवन और ऑड फ़ंक्शन्स के लिए फोरियर सीरीज़ पर व्याख्यान संख्या 36 है इसलिए इस व्याख्यान में हम पहले चर्चा करेंगे कि इवन और ऑड फ़ंक्शन क्या हैं और फिर फोरियर कोफीशिएंट्स का मूल्यांकन और इवन और ऑड फ़ंक्शन के लिए फोरियर सीरीज़ देखेंगे हम पहले के व्याख्यानों में से एक में पहले ही चर्चा कर चुके हैं कि यदि फ़ंक्शन दिया गया फ़ंक्शन इवन या ऑड है तो संगत फोरियर सीरीज़ सरल हो जाती है तो इसमें या तो केवल साइन टर्म होंगे या कोसाइन टर्म तो अब इवन और ऑड फ़ंक्शन्स पर आते हैं तो एक फ़ंक्शन को इवन कहा जाता है एक इवन फ़ंक्शन बिंदु a पर यदि हमारे पास यह शर्त है कि यदि fa xfax सभी x के लिए तो फिर हम कहते हैं कि फ़ंक्शन एक इवन फ़ंक्शन है दूसरी ओर हम फ़ंक्शन को बिंदु a के बारे में एक ऑड फ़ंक्शन कहेंगे यदि fa x fax और वह भी सभी x के लिए तो यह ऑड फ़ंक्शन है तो आमतौर पर कई उदाहरणों में हम देखेंगे कि यह a बस 0 है तो हमारे पास क्या है f xfx इवन फ़ंक्शन के लिए और f x f ऑड फ़ंक्शन्स के लिए जब a0 है तो जब हम x 0 के बारे में बात कर रहे हैं तो यह y अक्ष है तो इस इवन और ऑड फ़ंक्शन का एक प्रॉपर्टी है कि दो इवन या दो ऑड फ़ंक्शन्स का प्रोडक्ट फिर से एक इवन फ़ंक्शन होता है उस चिन्ह के कारण तो का से गुणा करते है तो फिर से होगा तो यह प्रॉपर्टी होल्ड होती है यदि हम दो इवन फ़ंक्शन लेते हैं तो उनका प्रोडक्ट भी इवन होगा या यदि हम दो ऑड फ़ंक्शन लेते हैं तो उनका प्रोडक्ट भी इवन फ़ंक्शन होगा तो उस प्रॉपर्टी का उपयोग फोरियर कोफीशिएंट्स के मूल्यांकन के लिए किया जाएगा और इसके अलावा एक इवन फ़ंक्शन और एक ऑड फ़ंक्शन का प्रोडक्ट एक ऑड फ़ंक्शन है तो यदि प्रोडक्ट में हमारे पास एक फ़ंक्शन इवन है और दूसरा ऑड है उस स्थिति में प्रोडक्ट फिर से एक ऑड फ़ंक्शन होगा तो इवन और ऑड फ़ंक्शन्स के इन प्रॉपर्टीस के होने पर अब हम ऐसे फ़ंक्शन्स के लिए फोरियर कोफीशिएंट्स का मूल्यांकन या सरलीकरण करेंगे तो मान लीजिए हमारे पास an इस इंटीग्रल 1 πfxcos nx dx द्वारा दिया गया है सरलता के लिए हम फिर से इस से पर विचार कर रहे हैं लेकिन हम L से L के बारे में भी बात कर सकते हैं और फिर cos nπxL और बाहरी टर्म 1L होगा तो सरलता के लिए हम इन्टरवल से के बारे में बात कर रहे हैं अतः यदि यह फ़ंक्शन f एक इवन फ़ंक्शन है cos एक इवन फ़ंक्शन है तो यहाँ cos nx इवन है और यदि यह फ़ंक्शन f इवन फ़ंक्शन है तो प्रोडक्ट इवन होता है और उस स्थिति में यहाँ इंटीग्रैंड पूरा इंटीग्रैंड एक इवन फंक्शन है तो यह इंटीग्रल से के लिए इंटीग्रल 0 से के रूप में लिखा जा सकता है और फिर इसका 2 टाइम्स तो 2 आएगा और फिर हमारे पास यह इंटीग्रल 20fxcos nx dx जब f इवन है और यदि f ऑड है और फिर से हमारे पास यह cos nx इवन है तो प्रोडक्ट फिर से ऑड है और उस स्थिति में चूंकि इंटीग्रल से तक है तो इस इंटीग्रल का मान 0 होगा तो यदि f 0 पर एक ऑड फ़ंक्शन है तो यह इंटीग्रल शून्य हो जाएगा अर्थात ans 0 बन जाएगा और यदि f एक इवन फ़ंक्शन है तो हम इस सरलीकृत इंटीग्रल की मदद से इन ans की गणना कर सकते है तो अब यह इंटीग्रल से के बजाय केवल 0 से तक बदल रहा है अबbn के लिए भी ऐसी ही स्थिति होती है तो यदि उदाहरण के लिए यह f इवन है और संगत साइन यहाँ ऑड है तो इंटीग्रैंड ऑड है और उस स्थिति में इस इंटीग्रल 0 बन जाएगा तोजब f इवन है bn के इंटीग्रल के लिए या कोफीशिएंट फोरियर कोफीशिएंट bns 0 हो जाएँगे और दूसरा 20fxsin nx dx के रूप में सरल किया जाएगा तो हमारे पास यहाँ क्या है यदि एक फ़ंक्शन ऑड है या फ़ंक्शन इवन है तो इसके अनुरूप फोरियर सीरीज़ के पास या तो केवल bn टर्मस होंगे या इसके पास केवल anटर्मस होंगे तो जब f इवन है हम केवल ans कोफीशिएंट ans प्राप्त करेंगे हैं और जब f ऑड है हम कोफीशिएंट्स bns प्राप्त करेंगे तदनुसार फोरियर सीरीज़ सरलीकृत होगी क्योंकि इवन के केस में जब हमारे पास वहाँ केवल ans है तो हमारे पास फोरियर सीरीज़ में केवल cos टर्म होगी और जब फ़ंक्शन एक ऑड फ़ंक्शन है हमारे पास वहाँ केवल bns है और इसलिए फोरियर सीरीज़ में केवल साइन टर्मस शामिल होंगे तो अब हम इवन और ऑड फ़ंक्शन्स के संदर्भ में फोरियर सीरीज़ के सरलीकरण पर चर्चा करने जा रहे हैं तो हम मानते हैं कि f इस इन्टरवल पर एक पीसवाइस कन्टीन्यूअस फ़ंक्शन है फिर से सरलता के लिए हम ले रहे हैं इन सभी परिणामों को एक सामान्य इन्टरवल LL के लिए बढ़ाया जा सकता है तो उस स्थिति में यदि f एक इवन फ़ंक्शन है तो फोरियर सीरीज़ निम्नलिखित सरल रूप लेती है तो अगर यह एक इवन फ़ंक्शन है तो हमारे पास केवल ans है फोरियर कोफीशिएंट ans बच जाएगा bns 0 हो जाएगा और इसलिए हम फोरियर सीरीज़ में केवल cos टर्मस देख सकेंगे तो फोरियर सीरीज़ को केवल कोज्या टर्म होने पर a02n1ancos nx के रूप में सरल बनाया जाएगा जहाँ यह an को इंटीग्रल 20fxcos nx dx के साथ परिकलित किया जा सकता है और ऐसी सीरीज़ को कोसाइन सीरीज़ कहा जाता है क्योंकि हमारे पास सीरीज़ में केवल कोसाइन टर्मस होते हैं और इसलिए हम ऐसी सीरीज़ को कोसाइन सीरीज़ कहते हैं अगर f एक ऑड फ़ंक्शन है तो अगर f एक ऑड फ़ंक्शन है तो फोरियर सीरीज़ को फिर से सरल बनाया जाएगा और क्योंकि f ऑड है केवल bns बचेंगे सभी ans 0 हो जाएंगे अर्थात फोरियर सीरीज़ में हमारे पास केवल साइन टर्मस होंगे जिसका अर्थ है n1bnsin nx फोरियर सीरीज़ होगी और हम bn की गणना अपेक्षाकृत सरलीकृत सूत्र की सहायता से कर सकते हैं जहाँ इंटीग्रल 0 से तक जाता है और वहाँ एक फैक्टर 2 होता है तो bn20fxsin nx dx है तो इन परिणामों पर भी विचार किया जा सकता है जब हमारे पास सामान्य इन्टरवल होता है उदाहरण के लिए इन्टरवल LL है तो यहाँ यह cos nx बस cos nπxL है और यहाँ इस इंटीग्रल में के स्थान पर हमारे पास केवल L होगा और यहाँ फिर से cos nx होगा cos nπxL तो यह अधिक सामान्य सूत्र होगा इसलिए यह फिर से कोसाइन सीरीज़ है साइन सीरीज़ के लिए यह sin nx का रूप लेगा जो sin nπxL होगा और फिर इस के बजाय यह L होगा और फिर हमारे पास L फिर से होगा और यहाँ फिर से sin nx के लिए हमारे पास sin nπxL है अतः ऐसी सीरीज़ को साइन सीरीज़ कहते हैं तो ये परिवर्तन किए जाएंगे और फिर हमारे पास फ़ंक्शन के लिए अधिक सामान्य फोरियर कोसाइन या फोरियर साइन सीरीज़ है जो क्रमशः इवन और ऑड हैं तो अब हम इस सरलीकरण के आधार पर कुछ उदाहरणों पर चर्चा कर सकते हैं इसलिए उदाहरण के लिए हम यहाँ इस लिए गए फ़ंक्शन fx को प्रदर्शित करना चाहते हैं जो x द्वारा 0≤x और 2 x की रेंज में दिया गया है सीरीज़ x≤2 में इसलिए यदि आप इस फ़ंक्शन के इस ग्राफ़ को रेंज 0≤x में देखते हैं उदाहरण के लिए यहाँ हमारे पास है और फिर हमारे पास 2 है तो 0 से में यह लीनियरली बढ़ जाती है और फिर से πx≤2π यह 2 x है तो यह 0 से कम हो जाती है तो फिर से xπ पर हमारे पास है तो हमारे पास यह फ़ंक्शन है जो एक प्रकार का हेड फ़ंक्शन है जो x के आसपास सममित होता है अतः यहx के चारों ओर एक इवन फ़ंक्शन है और फिर हम उस परिणाम को लागू कर सकते हैं जिस पर हमने पहले चर्चा की है तो दिया गया फ़ंक्शन इस x पर एक इवन फ़ंक्शन है इसलिएहमारे पास क्या हो सकता हैं वह bns 0 हो जाएगा तो हमारे पास bn102πfxsin nx dx है या 1L02Lfxsin nxπL dx यहाँ f का पीरियड 2 है यह बिना किसी गणना के 0 होगा हम बस bn 0 सेट कर सकते हैं क्योंकि यह f इस के आसपास एक फ़ंक्शन है तो 0 से 2 तक का यह इंटीग्रल 0 हो जाएगा और फिर हम इस a0 और फिर an की गणना करते है तो a0102πfdx और हम जानते हैं कि f इस रेंज 0≤x में x है और रेंज x≤2 में 2 x है हम इस इंटीग्रल की गणना कर सकते हैं तो यहाँ हमारे पास x22 होगा जो 22 देगा और फिर यहाँ हमारे पास 2π x22 होगा तो फिर हमें 22 मिल जाएगा और परिणामस्वरूप हमें यह मिल रहा है तो हमने a0 की गणना के रूप में की है औरफिर हम फार्मूले 102πfxcos nx dx के साथ anकी गणना भी कर सकते है तो इस केस में फिर 0≤x में f x है और x≤2 में यह 2 x है हम फिर से इन इंटीग्रल को आसान बना सकते है जो हमें an देंगे तो अगर हम यहाँ एक त्वरित नज़र डाल सकते हैं तो हमारे पास x है और फिर हमारे पास 0 से में sin nx n और फिर 0 से में चिह्न है x का डिफ्रेन्शिएशन 1 होगा और तब हमारे पास फिर से sin nx n और dx होगा तो इस साइन के कारण और फिर हम या 0 प्रतिस्थापित कर रहे हैं यह 0 हो जाएगा और हमारे पास परिणाम यहाँ से ही है तो फिर से चिन्ह के साथ आगे sin nx का इंटीग्रेशन फिर से 0 से में cos nx n होगा तो हमने इसे और 1n वहाँ पहले से ही प्राप्त किया था तो यहाँ यह n2 है 1n वहाँ था और फिर से 1n आएगा और यहाँ बाहर एक है जो इस इंटीग्रल के बाहर है तो जब हम रखते हैं तो हमारे पास 1n 1n2 है और जो ठीक यहाँ लिखा होता है और फिर इसी तरह हम दूसरे इंटीग्रल को इंटीग्रेट कर सकते हैं जो कि 2π2π xcos nx dx है और फिर हम 1n2 को कॉमन लेकर इसे और सरल बना सकते हैं और यह यहाँ अंदर समायोजित किया जाएगा तो यह टर्म का सिर्फ 2 टाइम्स होगा तो यह 2n2 1n 1 है तो इस केस में हमारे पास an क्या है जब यहाँ n इवन संख्या है तो उदाहरण के लिए 2 4 इत्यादि यानी जब n इवन है तो an 0 हो जाएगा और जब n ऑड होगा तो इन दोनों 1 1 को जोड़ा जाएगा इसलिए हमें 2मिलेगा और फिर 2 पहले से ही है अत an 4n2 है तो ये ans के होने से अब हम सिर्फ उन्हें फोरियर सीरीज़ में प्रतिस्थापित कर सकते हैं यह a02 था और उस के बाद बाकी 4 के रूप में आ रहें है और फिर हमारे पास ये 1n2 टर्मस है तो इस रीजन 0 से 2 में संबंधित कोसाइन टर्मस के साथ 112132152 इत्यादि है तो परिणामस्वरूप हमारे पास केवल कोसाइन टर्म हैं क्योंकि फ़ंक्शन इन्टरवल 0 से 2 में इस मध्य बिंदु के आसपास एक इवन फ़ंक्शन था तो इस केस में यह भी ध्यान रखना चाहिए कि यहाँ मैंने इस समानता चिन्ह का उपयोग किया है यहाँ समानता चिन्ह सही क्यों है इस केस में फ़ंक्शन कन्टीन्यूअस है इसलिए यदि आप फ़ंक्शन पर एक नज़र डालते हैं तो यह 0 से 2 तक की पूरी सीरीज़ में एक कन्टीन्यूअस फ़ंक्शन है यह एक कन्टीन्यूअस फ़ंक्शन है और यहाँ f है हम डेरिवेटिव की गणना कर सकते हैं और हम देखेंगे कि यह भी एक पीसवाइस कन्टीन्यूअस फ़ंक्शन है तो हमने पहले ही फोरियर सीरीज़ के कनवर्जेंस को सीख लिया है और हम जानते हैं कि फोरियर सीरीज़ वास्तव में यूनिफ़ॉर्मली कनवर्जस करती है यूनिफ़ॉर्म कनवर्जेंस सबसे मजबूत कनवर्जेंस था जिसकी चर्चा हमने व्याख्यान में की है तो हम इस समानता को वहाँ लिख सकते हैं अर्थात इस रेंज में x के किसी भी मान के लिए सीरीज़ केवल अंतिम बिंदुओं को छोड़कर फ़ंक्शन fx में परिवर्तित हो जाएगी लेकिन फिर से अगर हम इस फ़ंक्शन के एक्सटेंशन को पीरियोडिक एक्सटेंशन के रूप में देखते हैं तो फ़ंक्शन एंड पॉइंट्स पर भी कन्टीन्यूअस हो जाता है तो इस समानता को x के सभी मानों के लिए एंड पॉइंट्स सहित उपयोग करने में कोई समस्या नहीं है और अब हम एक और उदाहरण पर विचार करेंगे जहाँ हम निर्धारित करना चाहते हैं कि फ़ंक्शन fx की फोरियर सीरीज़ इन्टरवल में x२ के बराबर है और फिर हम कनवर्जस परिणाम का उपयोग इन इन्फिनिटी सम्स को दिखाने के लिए कर सकते हैं इन इन्फिनिटी सम्स का मान तो यहाँ हमारे पास क्या है हमारे पास x2 है तो फ़ंक्शन x2 रेंज में है और हम जानते हैं कि यह x2 फ़ंक्शन इस रेंज में एक इवन फ़ंक्शन है तो फिर हमें कोसान सीरीज़ मिलेगी और इसलिए bns फिर से 0 होगा क्योंकि यह एक इवन फ़ंक्शन है तो ठीक है यह f इस इन्टरवल में एक इवन फ़ंक्शन है इसलिए ये bns सभी n के लिए 0 हो जाएगा और फिर हम ans की गणना कर सकते है तो हम यहाँ पहले a0 की गणना कर रहे हैं जहाँ a01 πx2dx है यह यहाँ है और फिर हम यहाँ इंटीग्रेट करते हैं हमारे पास से तक x33 है तो हम इसे प्रतिस्थापित कर सकते हैं इसे अभी जोड़ा जाएगा तो हम इसa0 का परिणाम 223 के रूप में प्राप्त करेंगे और फिर हम an भी प्राप्त कर सकते हैं सामान्य रूप से जो कि 1 πx2cos nx dx है तो क्योंकि यह एक इवन फ़ंक्शन है x2 एक इवन फ़ंक्शन है अतः हम इस इंटीग्रल को 20x2cos nx dx के रूप में लिख सकते हैं तो फिर से हम इस प्रोडक्ट रूल के विचार के साथ इस इंटीग्रेशन को कर सकते हैं तो यहाँ हमारे पास x2 है हमारे पास x2 है और फिर यह cos nx इंटीग्रेट करने पर sin nx n हो जाएगा तो हमारे पास फिर से 1n है क्योंकि cos nx का इंटीग्रेशन sin nx n होगा तो 1n है और फिर 0 से तक इंटीग्रेशन है और हमारे पास इस फ़ंक्शन x2 के डिफ्रेंशियेशन का मान है जो कि यहाँ 2x है और फिर आगे क्योंकि यह 0 हो जाएगा जब हम रखते हैं या शून्य रखते हैं तो यह किसी भी केस में शून्य होने जा रहा है और फिर हमारे पास दूसरा इंटीग्रल है जिसे फिर से इंटीग्रेट करना होगा तो यहाँ यह x है और sine cos होगा और तब फिर से हमारे पास वहाँ cos है x का डिफ्रेंशियेशन 1 हो जाएगा और फिर आगे हम यहाँ साइन को इंटीग्रेट कर सकते हैं जो वैसे भी 0 और पर 0 हो जाएगा तो केवल इस टर्मस के कारण हमें मान मिलेगा इसलिए जब x हम और cos nπ n पाते हैं cos nπ 1n हो जाएगा और यहाँ एक फैक्टर 4nπ बाहर है तो हमारे पास क्या है यह कैन्सल हो जाता है और हमारे पास 4 1nn2 है और फिर हमारे पास यह n2 है तो हमारे पास 4 1nn2 हैफोरियर कोफीशिएंट an और सभी bns का मान 0 है तो अब हम फोरियर सीरीज़ में a0 ans और bns को प्रतिस्थापित कर सकते हैं जहाँ bns 0 है तो हमें यह कोसाइन सीरीज़ मिलती है क्योंकि सीरीज़ में साइन टर्म शामिल नहीं होगा और फिर हम इस समानता को यहाँ रख सकते हैं क्योंकि यह सीरीज़ भी कनवर्जस करेगी वास्तव में ऐब्सल्यूटली और यूनिफॉर्मली कनवर्जस करेगी क्योंकि हमारे पास फिर से इस x2 फ़ंक्शन को से तक परिभाषित किया गया है और यहाँ तक कि इसके एक्सटेंशन के लिए भी तो सब कुछ हो जाएगा सब कुछ कन्टीन्यूअस हो जाएगा तो फ़ंक्शन इसके पीरियोडिक एक्सटेंशन में एंड पॉइंट्स सहित यह हर जगह कन्टीन्यूअस होने वाला है तोइस से में किसी भी बिंदु पर या पूरी अक्ष पर जब हमारे पास यह पीरियोडिक एक्सटेंशन न सिर्फ x स्क्वेर पूरे रियल ऐक्सिस पर एक्सटेंड है लेकिन से में और तब हम इसे एक्सटेंड करेंगे हमें इसे एक फ़ंक्शन और इसकी पीरियड के रूप में सोचना चाहिए इसकी फोरियर सीरीज़ यहाँ दी गई है कि फोरियर सीरीज़ किसी भी बिंदु x∈R के लिए कनवर्जस करेगी तो यहाँ हमारे पास से तक x है बाउंड्री पॉइंट्स सहित उस रीजन में यह सीरीज़ दिए गए फ़ंक्शन x2 पर कनवर्जस होगी तो अब उदाहरण के लिए इस सीरीज़ में यदि हम x0 को प्रतिस्थापित करते हैं तो cos 0 1 हो जाएगा और हमें वांछित सीरीज़ या वांछित सीरीज़ का योग मिलता है तो हमारे पास वहाँ 0 और 23n14 1nn2 है जिसे इस रूप में लिखा जा सकता है तो हमारे पास n1 1n1n2 और मान 212 है तो अब यदि हम x को प्रतिस्थापित करते हैं तो हमें यह देखना होगा कि हमारी वांछित सीरीज़ के लिए वांछित मूल्य क्या है और फिर x के किन मानों के लिए हम वह सीरीज़ प्राप्त कर सकते हैं तो यहाँ हम x रखेंगे तो यहाँ हमारे पास 23n14 12nn2 होगा यानी सभी पाज़िटिव टर्म आएंगे तो यह सीरीज़ है जिसका हम यहाँ मूल्यांकन करना चाहते है ∑1n2 और मान 26 आ रहा है तो यह एक अच्छा अनुप्रयोग है कि हम इस कनवर्जस थ्योरम का उपयोग कर रहे हैं हम विभिन्न सीरीज़ की सीरीज़ का मूल्य प्राप्त कर सकते हैं हम अगले कुछ व्याख्यानों में फिर से देखेंगे कि हम इस कनवर्जस परिणाम की सहायता से कई जटिल सीरीज़ प्राप्त कर सकते हैं है और फिर हमारा उद्देश्य लिखना है उदाहरण के लिए फोरियर साइन या कोसाइन सीरीज़ तो यहाँ अब परिदृश्य अलग है मान लीजिए कि f दिया गया है यह एक पीसवाइस कन्टीन्यूअस है या यह इंटीग्रेबल है दोनों तरह से हम फोरियर सीरीज़ को लिख सकते हैं तो मान लीजिए कि यह f डोमेन 0L में इंटीग्रेबल है और फिर हमारा उद्देश्य उदाहरण के लिए फोरियर साइन या कोसाइन सीरीज़ लिखना है तो यहाँ उद्देश्य अलग है अब हम केवल फोरियर सीरीज़ नहीं लिख रहे हैं हम फोरियर साइन या फोरियर कोसाइन सीरीज़ लिखना चाहते हैं और इस केस में अब हमें क्या करना चाहिए हम इस f को एक इवन और ऑड फ़ंक्शन में एक्सटेंड कर सकते है और इसका ब्यौरा अगले व्याख्यान में समझाया जाएगा तो उसके बारे में कुछ अवलोकन और संबंध देने के लिए जो हमने अभी अभी ऑड और इवन फंक्शन के साथ किया है इसलिए हम f को इवन और ऑड फ़ंक्शन के लिए इक्स्टेन्ड सकते हैं जैसे हम एक नया फ़ंक्शन h परिभाषित करते हैं जहाँ f पहले से ही इन्टरवल 0≤xL में दिया गया है और LxL में हमने फ़ंक्शन का यह ऑड इक्स्टेन्शन किया है या हम क्या कर सकते हैं हम इस नए फ़ंक्शन g को f के रूप में फिर से में पेश कर सकते हैं वही फ़ंक्शन 0≤xL में दिए गए फ़ंक्शन को 0≤xL में फ़ंक्शन को परिभाषित किया गया था और फिर LxL में हमने इवन इक्स्टेन्शन बना दिया है एक इवन इक्स्टेन्शन अतः यह g एक इवन फ़ंक्शन बन गया तो g एक इवन फ़ंक्शन है और h एक ऑड फ़ंक्शन है यह एक ऑड फ़ंक्शन है तो हम फ़ंक्शन का ऐसे एक्सटेंशन कर सकते हैं जहाँ दिए गए समग्र फ़ंक्शन की वैधता 0 से L में है यहाँ भी हमारे पास दिया गया फ़ंक्शन 0 से L में है अतः हम इस प्रकार सोच सकते हैं मान लीजिए कि यहाँ एक फ़ंक्शन fx है जो 0 से किसी रेंज में 0 से 1 में दिया गया है इसे इसके द्वारा परिभाषित किया जाता है और फिर दो संभावनाएं हैं कई संभावनाएं हो सकती हैं लेकिन यहाँ हम दिए गए फ़ंक्शन को इक्स्टेन्ड कर रहे हैं ताकि फ़ंक्शन h बन जाए ऑड फ़ंक्शन बन जाए ताकि जब हम इसकी फोरियर सीरीज़ लिखें तो hx की फोरियर सीरीज़ में केवल साइन टर्म होगा क्योंकि यह एक ऑड फ़ंक्शन है तोकी hx की फोरियर सीरीज़ में केवल साइन टर्म होंगे यह सिर्फ एक साइन सीरीज होगी और जब हम यहाँ g के लिए इक्स्पान्ड करते हैं जो एक इवन फ़ंक्शन है और हम gx की फोरियर सीरीज़ लिखते हैं तो उस फोरियर सीरीज़ में केवल कोसाइन टर्म होंगे तो हमारे पास साइन के संदर्भ में h का एक्सपानशन है हमारे पास कोसाइन के संदर्भ में gx का एक्सपानशन है लेकिन इन्टरवल 0 से L में क्या दिलचस्प है कि फ़ंक्शन दिया गया है हमारे पास वही फ़ंक्शन f है जो इस केस में साइन सीरीज़ द्वारा दर्शाया जाएगा इस केस में इसे कोसाइन सीरीज़ द्वारा दर्शाया जाएगा और यह दिलचस्प है तो हम अगले व्याख्यान में हाफ रेंज साइन या हाफ रेंज कोसाइन सीरीज के बारे में जानेंगे यह आखिरी उदाहरण है तो इस व्याख्यान में मैंने यह fxx लिया है जिसे रीजन 2x2 में परिभाषित किया गया है और मैं अगली समस्या में उसी उदाहरण पर विचार करूंगा जहाँ इन्टरवल 0x2 के रूप में लिया जाएगा तो जब हम यह इन्टरवल 0x2 लेते हैं तो अगले व्याख्यान में हमारा उद्देश्य इसकी साइन सीरीज़ या कोसाइन सीरीज़ से फ़ंक्शन को 2x0 से इक्स्टेन्ड करके लिखना होगा इसलिए यदि हम 2x0 से एक्सटेंशन को बनाते हैं इवन एक्सटेंशन के रूप में तो हमारे पास कोसाइन सीरीज़ होगी और यदि हम उस फ़ंक्शन को 2x0 से एक ऑड फ़ंक्शन के रूप में एक्सटेंड करते हैं तो हमारे पास केवल साइन सीरीज़ होगी तो हम इसके बारे में अगले व्याख्यान में ठीक से बात करेंगे लेकिन अब यहाँ क्या है फ़ंक्शन को 2x2 में परिभाषित किया गया है और हम फोरियर सीरीज़ लिखना चाहते हैं तो यहाँ हम साइन या कोसाइन जैसी किसी विशेष सीरीज़ के लिए लक्ष्य नहीं बना रहे हैं यहाँ हम इसकी फोरियर सीरीज लिखना चाहते हैं लेकिन स्वाभाविक रूप से अगर हम इस फ़ंक्शन को 2x2 से देखें तो यह एक ऑड फ़ंक्शन है तो यह एक ऑड फ़ंक्शन है तो स्वाभाविक रूप से फोरियर सीरीज़ में केवल साइन टर्मस होंगे तो बिना किसी और इक्स्टेन्शन या कुछ भी अगर हम इसकी फोरियर सीरीज़ लिखते हैं तो इसमें केवल साइन सीरीज़ होगी लेकिन अगले व्याख्यान में हम देखेंगे कि यदि वही फ़ंक्शन fxx केवल रीजन 0x2 में दिया गया है और फिर हम इसका एक्सपानशन साइन सीरीज़ या कोसाइन सीरीज़ के रूप में करना चाहते हैं तो हमारे पास इसका एक्सपानड करने के लिए तदनुसार है हमें इसे एक ऑड फ़ंक्शन में एक ऑड फ़ंक्शन के रूप में या एक इवन फ़ंक्शन के रूप में एक्सटेन्ड करना होगा तो वैसे भी हम इस पर अगले व्याख्यान में चर्चा करेंगे तो यहाँ उद्देश्य फोरियर सीरीज़ निर्धारित करने के लिए इस फ़ंक्शन के लिए उदाहरण के लिए और इसे एक ऑड फ़ंक्शन के रूप में हमने देखा है है तो सभी ans 0 बन जाएगें bnके लिए हम इस सूत्र 2L0Lfxsin nπxL dx का उपयोग करेंगे और L यहाँ 2 है तो हमारे पास 2202xsin nπx2 dx है इसे पार्ट्स द्वारा इंटीग्रेट करके हम प्राप्त कर सकते हैं हम इस bn को इस 4nπcos nπ तक सरल बना सकते हैं जहाँ cos nπ 1n है तो अब हम फोरियर सीरीज़ लिखते हैं यदि हम fx की फोरियर सीरीज़ लिखते हैं तो इसमें केवल साइन टर्म होंगे और ठीक यही हमें इस बारे में स्पष्ट होना चाहिए कि इस केस में हमने इस फ़ंक्शन fxx की फोरियर सीरीज़ लिखी है और दिए गए इन्टरवल में फ़ंक्शन एक ऑड फ़ंक्शन था अगले व्याख्यान का विषय हाफ रेंज साइन और कोसाइन सीरीज़ को परिभाषित कर रहा है तो वहाँ हमारा उद्देश्य है कि हम दिए गए फ़ंक्शन को साइन फ़ंक्शन के रूप में या कोसाइन फ़ंक्शन के रूप में व्यक्त करना चाहते हैं इस लेक्चर में हम सिर्फ फोरियर सीरीज की बात कर रहे हैं हालाँकि यदि फ़ंक्शन एक ऑड फ़ंक्शन है तो स्वतः ही हमें साइन सीरीज़ मिल रही है यदि फ़ंक्शन एक इवन फ़ंक्शन है तो स्वतः ही हमें कोसाइन सीरीज़ मिल रही है लेकिन अगले व्याख्यान में हम फ़ंक्शन को इवन या ऑड फ़ंक्शन के रूप में एक्सटेंड करके या तो कोसाइन सीरीज़ या साइन सीरीज़ के लिए लक्ष्य करेंगे तो यह साइन सीरीज़ है और हमने इस व्याख्यान को तैयार करने के लिए यहाँ इन संदर्भों का उपयोग किया है तो बस फिर से निष्कर्ष निकालने के लिए कि यदि f एक इवन फ़ंक्शन है तो हमारे पास फोरियर सीरीज़ का a02n1ancos nπxL के रूप में सरलीकृत संस्करण है जहाँ an की गणना इस सूत्र 2L0Lfxcos nπxL dx द्वारा की जा सकती है और यदि f एक इवन फ़ंक्शन है तो यहाँ यह ऑड फ़ंक्शन है हमें केवल साइन सीरीज़n1bnsin nπxL प्राप्त होगी तो इवन फ़ंक्शन के लिए हमें कोज्या सीरीज़ मिलेगी और ऑड फ़ंक्शन के लिए हमें साइन सीरीज़ मिलेगी जहाँ bn का मूल्यांकन इस सूत्र 2L0Lfxsin nπxL dxद्वारा किया जा सकता है अगले लेक्चर में हम क्या देखेंगे कि f के लिए फोरियर साइन या कोसाइन सीरीज कैसे लिखें तो वहाँ हम एक विशेष सीरीज़ के लिए लक्ष्य रखेंगे उदाहरण के लिए हम किसी दिए गए फ़ंक्शन की फोरियर सीरीज़ को केवल इस व्याख्यान में नहीं लिखेंगे हमने देखा है कि यदि फ़ंक्शन इवन या ऑड फ़ंक्शन है तो फोरियर सीरीज़ अपेक्षाकृत सरल रूप लेती है तो इस व्याख्यान के लिए बस इतना ही और आपके ध्यान के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ